नमस्कार और सुरक्षा तंत्र अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम के इस व्याख्यान में स्वागत है पिछले व्याख्यान में हम ASLR को देख चुके हैं और हमने देखा कि ASLR कैसे स्थानांतरण योग्य लाइब्रेरी के ऊपर निर्भर है और हमने स्थानांतरण योग्य डाटा को प्राप्त करने के दो तरीकों को भी देखा तो हमने स्थानांतरण योग्य चढाने के समय और वैश्विक डाटा के स्थानांतरण को प्राप्त करने के लिए GOT तालिका के उपयोग को देखा इस व्याख्यान में हम लोग फंक्शनो को देखेंगे अनिवार्य रूप से अगर हम फंक्शन को लाइब्रेरी में पाते हैं तो हम इन फंक्शनो को स्थानांतरण योग कैसे बनाते हैं फंक्शनो को बहुत आसानी के साथ उसी तरह स्थानांतरण योग्य बनाया जा सकता है जैसे हम डाटा को स्थानांतरण योग्य बनाते थे उदाहरण के लिए हर समय एक फंक्शन को बुलाया जाता है हम उस फंक्शन का वास्तविक पता GOT तालिका से प्राप्त कर सकते हैं फंक्शन के साथ हम यकीनन वही कर सकते हैं जो हम डाटा के साथ करते हैं हम GOT तालिका का उपयोग कर सकते हैं और फंक्शन के वास्तविक पते को GOT तालिका में भंडारित करते हैं जहां कहीं भी फंक्शन को बुलाया जाता है हम GOT तालिका में उस विशेष फंक्शन के वास्तविक पते को प्राप्त करने के लिए देखते हैं और तब उस विशेष स्थान के लिए एक शाखा बनाते हैं इस तरह हम स्थानांतरण योग्य फंक्शनो को प्राप्त कर सकते हैं यह केवल उस समय पर होता है जब प्रक्रिया पते जगह में विशेष लाइब्रेरी को चढ़ाया जाता है केवल तब उस फंक्शन के लिए GOT को भरा जाएगा अतः केवल तब फंक्शन के वास्तविक पते को जाना जाएगा हालांकि यह वह नहीं है जो व्यवहार में किया जाता है व्यवहार में एक GOT तालिका का होना ठीक वैसा ही है जैसा हमने डेटा के साथ किया है यह काफी समय लगाता है कारण यह है कि यहां लाइब्रेरी में बहुत सारे फंक्शन है फिर बड़ी संख्या में वैश्विक डाटा है इसके अतिरिक्त लाइब्रेरी के बहुत सारे फंक्शन उपयोग में नहीं है एक विशिष्ट लाइब्रेरी उदाहरण के लिए Libc में सैकड़ों फंक्शन मिलते हैं आप हो सकता है कि दो या तीन फंक्शन का ही उपयोग करते हो तो यह कोई अर्थ नहीं देता है कि चढ़ाए जाते समय हम सभी सैकड़ों फंक्शनों का समाधान करने की कोशिश करते हैं अतः व्यवहार में क्या किया जाता है एक लेज़ी बाइंडिंग योजना की जाती है जब एक फंक्शन वास्तविक रूप से सक्रिय होता है केवल तब उस फंक्शन के पते को ठीक किया जाएगा तो दूसरे शब्दों में लेजी बाइंडिंग निश्चित रूप से एक फंक्शन के लिए जोड़ने को देरी करता है जब तक फंक्शन सक्रिय नहीं होता है और इसे प्राप्त करने के लिए हम एक दो दिशीय तकनीक उपयोग करके एक अन्य तालिका बनाकर करते हैं जो PLT तालिका या प्रोसीजर लिंकेज टेबल कहते हैं तो यह GOT टेबल के अतिरिक्त उपयोग में लाई जाती है जो पहले से ही उपलब्ध है तो आइए हम देखते हैं कि व्यवहार में फंक्शन बुलाने का कैसे समाधान किया जाता है तो हम कहते हैं कि हमारे पास लाइब्रेरी में एक फंक्शन उपलब्ध है और उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं printf और क्या होता है कि जब आप अपने कोड को संकलित करते हैं तो printf के वास्तविक फंक्शन को printfPLT के फंक्शन के साथ बदल दिया जाता है तो यह कुछ इस तरह है जहां func फंक्शन को बुलाया जाता है वह funcPLT से बदल दिया जाता है अब एक PLT तालिका है जो कुछ इस तरह दिखती हैं लाइब्रेरी में उपलब्ध प्रत्येक फंक्शन PLT में प्रविष्ट है तो उदाहरण के लिए funcPLT की एक प्रविष्टि तालिका में है जो यह है PLT में एक फंक्शन के लिए प्रविष्टि इन तीन कथनों को सम्मिलित करता है पहला एक अप्रत्यक्ष कूद है तब प्रिपेयर रिज़ोल्वर है और अंत में PLT0 के लिए कूद है तो आइए हम देखते हैं कैसे यह funcPLT कार्य करता है func का पहला आह्वान निम्नानुसार काम करता है तो जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि संकलक func के बुलाने को funcPLT के बुलाने से बदल देगा तो इसका मतलब यह होगा कि ये निर्देश निष्पादित हो जाएंगे पहला निर्देश GOT में एक पते पर आधारित एक अप्रत्यक्ष कूद है तो यह GOT प्रविष्टि func से मेल खाती है प्रारंभ में इस पते को चढाने के बाद PLT में दूसरे निर्देश से मेल खाता है जो कि प्रिपेयर रिज़ॉल्वर है तो अनिवार्य रूप से यहाँ क्या होने वाला है जब आप एक अप्रत्यक्ष कूद लगाते हैं तो आप इस विशेष पते पर निर्दिष्ट स्थान पर जाते हैं तो दूसरे शब्दों में अगली पंक्ति के लिए कूदना है तो इसलिए आप अगली पंक्ति पर जाते हैं इस प्रविष्टि को चलाना प्रिपेयर रिज़ॉल्वर को बुलाता है और फिर PLT0 पर एक कूद लगाता है जिसे रिज़ॉल्वर कहते हैं तो रिज़ॉल्वर क्या करता है कि यह इस फ़ंक्शन func के लिए वास्तविक पते को निर्धारित करता है और उस पते को GOT प्रविष्टि में भरता है इस प्रकार रिज़ॉल्वर को बुलाने के अंत में GOT में प्रविष्टि func का वास्तविक पता होता है रिज़ॉल्वर को बुलाने के बाद वास्तविक फ़ंक्शन सक्रिय हो जाता है इस प्रकार हम देखते हैं कि func का पहला आह्वान funcPLT को आमंत्रित करता है जो बदले में सिर्फ इसकी एक आभाषी शाखा बनाता है रिज़ॉल्वर तैयार करता है और रिज़ॉल्वर को बुलाता है रिज़ॉल्वर func फ़ंक्शन के लिए वास्तविक पते की पहचान करता है उस पते को GOT में यहाँ पर भरता है और तब फंक्शन को सक्रिय करता है तो अब हम देखते हैं कि func के आह्वान के बाद क्या होता है तो हम कहते हैं कि हम func के लिए 2 3 4 या 5 वां आह्वान कर रहे हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि संकलक पहले ही प्रत्यक्ष func के बुलाने को funcPLT के बुलाने से बदल देता है तो इसलिए निष्पादन को इस PLT में आना था यहाँ पर पहला निर्देश जो GOT प्रविष्टि पर आधारित अप्रत्यक्ष शाखा है इसलिए अब यहाँ पर जो किया जाता है वह यह है कि पहले निष्पादन के दौरान हमने पते की सामग्री को func के वास्तविक पते को निर्दिष्ट करने से बदल दिया है इसलिए इस कूद निर्देश का परिणाम यह है कि यह GOT प्रविष्टि में मौजूद पते को लेने और उस पते पर कूदने वाला है इसलिए वास्तविक फंक्शन को तब लागू किया जाएगा इस तरह से सभी बाद के सभी आह्वान के लिए रिज़ॉल्वर को सक्रिय नहीं किया जाता है बल्कि कूद सीधे इस विशेष कोड में जाएगा अत हम कूद के पहले आह्वान के लिए देखते हैं अतिरिक्त कार्य की काफी मात्रा है क्योंकि रिज़ॉल्वर सक्रिय किया जाता है जिसे वास्तविक फ़ंक्शन के पते को हल करना है और उस विशेष पते को GOT तालिका में भरना है func के बाद के सभी आह्वानों में बस एक अतिरिक्त कूद होगी जो कि func के सही पते पर जाने के लिए आवश्यक है तो चलिए हम PLT का एक उदाहरण लेते हैं हम इस विशेष लाइब्रेरी से शुरू करते हैं जो हमने लिखा है तो इस लाइब्रेरी के तीन कार्य हैं set mylib int mylib int में वृद्धि और get mylib int तो हम इस विशेष लाइब्रेरी को fpic ध्वज का उपयोग करके संकलित करते हैं और इस प्रकार इस लाइब्रेरी libmylib picso का निर्माण करते हैं तो जब हम इस विशेष फ़ंक्शन के लिए mylib int में वृद्धि कहते हैं ऑब्जेक्ट का ढेर लगाते हैं तो आप क्या देखते है set mylib int के बुलाने को call mylib int PLT के बुलाने के साथ बदल दिया जाता है तो ध्यान दें कि संकलक ने स्वचालित रूप से एक बुलाने को इसके एक फ़ंक्शन सक्रियता को एक फ़ंक्शन function invocated PLT में बदल दिया है तो चलिए हम set mylib int की सामग्री को थोड़ा अधिक गहराई से समझते हैं तो यदि आप इसको अलग थलग करते हैं तो हम उस set mylib int को 0x3BC स्थान पर मौजूद देखते हैं जो PLT में जाने वाला है तो इसमें यह तीन निर्देश होगा तो यह एक अप्रत्यक्ष कूद है जैसा कि हमने कहा तो अप्रत्यक्ष कूद GOT तालिका में 16 बाइट्स की ऑफसेट के एक पते पर आधारित है तो यह विशेष ऑफसेट एक फ़ंक्शन set mylib int से मेल खाती है तो फिर रिज़ॉल्वर के लिए तर्क बनाने के लिए एक जोर देता है और फिर रिज़ॉल्वर के लिए एक कूद है तो ध्यान दें हम संकलन के समय GOT तालिका की सामग्री को भी देख सकते हैं इसलिए हम इसे readelf x got plt libmylib picso आदेश का उपयोग करके कर सकते हैं तो इस विशेष आदेश का आउटपुट वास्तव में PLT तालिका है gotplt तालिका इस आदेश का आउटपुट इस विशेष फ़ंक्शन के लिए GOT तालिका है ध्यान दें कि 16 बाइट्स की ऑफसेट सामग्री c203 है जो कि छोटे भारतीय संकेतन में 0x3c2 के लिए है तो यह शुरुआत में PLT तालिका में अगले निर्देश को इंगित करता है तो जो होने जा रहा है वह यह है कि अप्रत्यक्ष कूद 16 बाइट्स के ऑफसेट पर GOT तालिका में देखने और इस ऑफसेट में निर्दिष्ट स्थान पर कूदने की है जो इस मामले में 3c2 है अत set mylib int के पहले आह्वान में हम यहां से अगले निर्देश पर कूदने जा रहे हैं जो 0x8 को देता है और फिर हम इस निर्देश को निष्पादित करने जा रहे हैं जो कि रिज़ॉल्वर को बुलाता है तो रिज़ॉल्वर निष्पादित करने जा रहा है और यह इस विशेष पते को set mylib int के सही पते से बदलने के लिए जा रहा है अब set mylib int के बाद के सभी आह्वान यहां आएंगे और सीधे set mylib int के सही पते पर कूद जायेंगे जो GOT में निर्दिष्ट है तो इस प्रकार हमने देखा है कि ASLR कैसे काम करता है तो ASLR को कर्नेल में संशोधनों की आवश्यकता होती है यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाइब्रेरी को यादृच्छिक स्थानों पर चढ़ाया जाता है इसके आगे स्थानान्तरण योग्य लाइब्रेरियों की आवश्यकता होती है जो स्थित हैं जो चढ़ाए जाते समय पर या PIC तकनीक का उपयोग करके स्थानांतरित किए जाते हैं दोनों डेटा साथ साथ फंक्शनों को इस तरह से स्थानांतरित किया जाता है तो हाल के वर्षों में हमलावर ASLR की उपेक्षा करने में सक्षम रहे हैं तो तंत्र में ASLR के मौजूद होने के बावजूद हमलावर ASLR की उपेक्षा करने में सक्षम हैं और सिस्टम में मौजूद कमजोरियों का लाभ उठाते हैं और इसीलिए हमलावर तंत्र में ASLR उपलब्ध होने के बावजूद पेलोड को चलाने में सक्षम हैं यहाँ विभिन्न तकनीकें हैं जिनके द्वारा ASLR की उपेक्षा को किया जा सकता है उनमें से चार वास्तव में यहां दिखाए गए हैं ASLR की उपेक्षा करने का एक तरीका यह है कि यदि हमलावर क्रूर बल द्वारा या विशेष हमलों द्वारा जैसे समयबद्ध हमलों के रूप में ज्ञात निर्धारित करता है जहां हमलावर को पता चलता है कि प्रक्रिया के पूरे आभाषी पता जगह में लाइब्रेरी कहां भरी हुई है अब यदि हमलावर को यह पता चल जाता है कि लाइब्रेरी कहाँ भरी हुई है तो हमलावर इस विशेष लाइब्रेरी के भीतर गैजेट और ऑफ़सेट को समायोजित कर सकता है और लाभ उठाने को चलाने में सक्षम हो सकता है हमलों को पैदा करने को PLT में रिटर्न के रूप में भी जाना जाता है और अन्य को GOT को अधिलेखित करने के रूप में जाना जाता है तो ये सभी हमले काफी हाल के हैं तो हम इस विशेष पाठ्यक्रम में उनके विवरण के बारे में नहीं जाएंगे लेकिन आप में से जो लोग रुचि रखते हैं उनके लिए ऐसे ऑनलाइन संसाधन हैं जो इस तरह के हमलों को पैदा करने के बारे में है धन्यवाद